आइए एक और उदाहरण पर विचार करें और इस उदाहरण में इसका उद्देश्य पानी की इकाई लागत या किसी वस्तु की इकाई लागत का पता लगाने के लिए LCC जीवन चक्र लागत विश्लेषण का उपयोग करना है हम एक पंपिंग एप्लिकेशन पर विचार करेंगे और फिर देखेंगे पता करेंगे कि पानी की इकाई लागत रुपये प्रति लीटर या रुपये प्रति m3 में क्या है आइए हम पहले समस्या को परिभाषित करते हैं हम 100 लोगों का समुदाय लेंगे और पानी का स्रोत बोरवेल है और वे 6 हैंडपंपों के माध्यम से पंप किए जाते हैं समुदाय के 100 लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 बोरवेल हैं और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 40 लीटर की खपत करता है बोरवेल की गहराई 20 मीटर है प्रत्येक हैंडपंप की लागत 5000 रुपये है और प्रत्येक बोरवेल को खोदने की लागत 250 रुपये प्रति मीटर है हैंडपंप का जीवनकाल 10 साल है वार्षिक अनुरक्षण लागत 1250 रुपये प्रति हैंडपंप है इसलिए यदि ब्याज की दर 10 है तो 20 वर्षों के जीवन चक्र के लिए पानी की इकाई लागत क्या है तो यह समस्या है आपको ध्यान देना चाहिए वह जो संख्याएं दी गई है संकलित संख्याएं हैं विशिष्ट संख्याएं हैं लेकिन वे बाज़ार की संख्याएं नहीं हैं इसलिए आपको हमारी गणना की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि हम गणना करने के लिए आगे कैसे बढ़ें ये संख्याएं आपको LCC विश्लेषण को क्रियान्वित करते समय आपको वास्तव में जाना होगा और इन संख्याओं को इन रुपयों मूल्य अनुरक्षण लागत को बाजार से प्राप्त करना होगा हमें यथार्थवादी मूल्यों को प्राप्त करना होगा अभी के लिए हम LCC कैसे करें इसके बारे में ध्यान दें इसलिए आइए हम पानी की इकाई लागत का पता लगाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करें पहले की तरह हम एक समय रेखा समय बनाते है और मैं इस शुरुआती पॉइंट पर जा रहा हूँ और मैं टिक पॉइंट्स को चिन्हित करने जा रहा हूँ यह टिक पॉइंट 10 10वां वर्ष है और यह 20वां वर्ष है अब हम देखते हैं कि हैंडपंप का एक जीवन 10 वर्ष दिया गया है जिसका अर्थ है कि 10वें वर्ष के अंत में हमें हैंडपंपों का प्रतिस्थापन करना होगा 6 हैंडपंप हैं इसलिए 6 हैंडपंप को बदलने की आवश्यकता है तो यह एक प्रतिस्थापन है जो यहां आएगा इसलिए 6 हैंड पंप की प्रतिस्थापन लागत तब वार्षिक अनुरक्षण लागत 1250 रुपये हो जाती है तो वार्षिक अनुरक्षण लागत का मतलब है हर साल एक व्यक्ति AMC का भुगतान कर रहा है 20 साल तक हम 20 बार AMC का भुगतान करेंगे यह गुणोत्तर श्रेढ़ी है हम जानते हैं कि वह कैसे करना है हम उचित रूप से समीकरणों का उपयोग करेंगे और फिर शुरुआती वर्ष में हमें पूंजीगत लागत का ध्यान रखना होगा तो यह गणना हैं जो हमें करने की आवश्यकता है पूंजीगत लागत प्रतिस्थापन लागत R वार्षिक अनुरक्षण लागत एक साथ लिया जाता है सभी परिलक्षित होते हैं चाहे वह प्रतिस्थापन लागत हो अनुरक्षण लागत हो सभी समय सीमा मूल्य वर्तमान समय सीमा को प्रतिबिंबित किए जाने चाहिए यही अवधारणा है आइए अब हम पूंजीगत लागत K की गणना करते हैं तो हमें 6 बोरवेल खोदने में निवेश करना चाहिए और हम जानते हैं कि इसकी कीमत लगभग 250 रुपयमी x 20 मीटर और वह 6 है और इसलिए यह रु 30000 होगा फिर हमें 6 हैंडपम्पों में निवेश करना होगा और वह रुपये 5000 के है वह 6 है और एक और 30000 इन सभी को जोड़ दें तो आपको K 60000 रुपये के बराबर मिलता है अगला हम प्रतिस्थापन लागत R का पता लगाते हैं तो आप देखते हैं कि हमें 10 वर्षों के बाद 6 हैंडपंपों को बदलने की आवश्यकता है इसलिए 10वें वर्ष में 6 हैंडपंप बदले जाने हैं तो R 30000 6 हैंडपंपों की लागत है और हम इसे वर्तमान मूल्य कारक 11i10 से गुणा करें जो कि मूल्य को वर्तमान में स्थानांतरित कर देगा और वह रुपये 1156630 है और इसलिए R 1156630 है क्योंकि वही एकमात्र प्रतिस्थापन है अगला हम अनुरक्षण लागत M करेंगे वार्षिक अनुरक्षण है हम जानते हैं कि जो दिया जाता है वह 1250 रुपये प्रति हैंडपंप है 6 हैंडपंप हैं तो ये 7500 हो जाएंगे और वर्तमान मूल्य कारक मैं इसे PW कहूंगा 1i1 11 i20 n 20 है और यह 851 हो जाता है यह वर्तमान मूल्य कारक है और अनुरक्षण मूल रूप से वर्तमान समय सीमा में सभी वार्षिक अनुरक्षण का प्रतिबिंब है जो कि AMC गुणा वर्तमान मूल्य कारक है जो 7500 × 851 होगा इसलिए अनुरक्षण 6385173 है अब LCC की गणना की जा सकती है K R M जो कि पूंजीगत लागत 60000 जमा प्रतिस्थापन लागत 115663 जमा अनुरक्षण लागत 6385173 है सब कुछ मिलकर 135418 होता है यह LCC इस विशेष प्रणाली की जीवन चक्र लागत है अब आइए जानें कि वार्षिक LCC क्या है अब यदि यह मान LCC जो कि इस पूरे जीवन चक्र की लागत आज इस पूरे प्रणाली की आज की कीमत है तो आइए देखें कि हम इसे आज से 20 साल बाद तक जो कि जीवन अवधि अवधि का अंत माना जाता है हर साल के लिए समान रूप से कैसे वितरित कर सकते हैं तो वार्षिक जीवन चक्र लागत ALCC LCC बटे वर्तमान मूल्य है हमने पिछले उदाहरण में पहले भी ऐसा किया है इसी तरह LCC मूल्य बटे वर्तमान मूल्य कारक जो आपको 1590615 रुपये देगा अब यह वह लागत है जो इस विशेष प्रणाली के लिए हर साल खर्च की जाएगी अब हम पानी की इकाई लागत इकाई पानी की लागत का पता लगाने की कोशिश करते हैं मुझे यह ऊपर ले जाने दें तो वार्षिक पानी की आवश्यकता एक वर्ष में कितने पानी की आवश्यकता होती है तो 100 लोग हैं और हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 40 लीटर लेता है इसलिए 40 बटे 1000 m3 प्रतिदिन गुणा वर्ष में 365 दिन है और यह 1460 m3 देगा यह पानी की मात्रा है जो आवश्यक होगी और अब हम पानी की इकाई लागत की गणना कर सकते है जो कि इस पूरे प्रणाली के लिए ALCC वार्षिक लागत बटे आवश्यक पानी Q के बराबर होगी तो यह 1590615 होगा यह ALCC का मान है जिसे 1460 m3 से विभाजित किया जाता है यह आपको 109 रुपये प्रति m3 देगा तो यह इकाई पानी की लागत है इसका क्या मतलब है समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी के प्रत्येक m3 के लिए लागत 109 रुपये है या यदि कोई व्यक्ति शुल्क लेना चाहता है समुदाय में घरों के लिए जल की बिलिंग करना चाहता है तो उन्हें कम से कम इतना लेना होगा ताकि वे 109 रुपये प्रति m3 की वसूली कर सकें इसमें वह लाभ शामिल नहीं है जो संगठन भवन संगठन चाहते हैं तो इस प्रकार हम पानी की इकाई लागत बिजली की इकाई लागत की गणना कर सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करती है कि हम वास्तव में किस प्रकार की प्रणाली पर जीवन चक्र लागत विश्लेषण कर रहे हैं मेरे पास यहाँ आपके लिए एक स्क्रिप्ट फ़ाइल ex02mहै यह LCC उदाहरण 2 पानी की इकाई लागत की गणना को हल करने के लिए स्क्रिप्ट है एक समुदाय में 100 लोग हैं इसमें 6 बोरवेल हैं 6 हैंडपंप हैं 20 साल के जीवन चक्र के लिए पानी की इकाई लागत क्या है पहले की तरह डेटा दिया गया है मैंने इसे उप प्रणाली डेटा हैंडपंप लागत बोरवेल लागत हैंडपंप का जीवनकाल फिर प्रणाली विशेष विवरण लोगों की संख्या प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा क्या है प्रतिदिन 40 लीटर या 40 प्रति 1000 m3 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कुओं की संख्या 6 कुएं कुएं की गहराई जीवन चक्र लागत के लिए वर्षों की संख्या ब्याज AMC वार्षिक अनुरक्षण शुल्क 1250 रुपये प्रति हैंडपंप में वर्गीकृत किया है तो ये विशेष विवरण हैं जीवन चक्र की लागत K की गणना करें हमने बोरवेल की लागत निकाली है हमने हैंडपंप की लागत का पता लगाया है इन 2 को जोड़ें तो आपको पूंजीगत लागत K मिल जाएगी फिर प्रतिस्थापन की गणना करें केवल एक प्रतिस्थापन है 10वें वर्ष में यानी आपको 6 हैंड पंप बदलने होंगे हैंडपंप की लागत में 6 हैंड पंप शामिल हैं इसे 1i10 से विभाजित करें आपको प्रतिस्थापन लागत मिलती है फिर अनुरक्षण की गणना करें वर्तमान मूल्य कारक की गणना की जाती है और फिर अनुरक्षण AMC गुणा यहां AMC 1250 प्रति हैंडपंप है गुणा हैंडपंपों की संख्या गुणा वर्तमान मूल्य कारक आपको अनुरक्षण देगा LCC की गणना करें फिर ALCC की गणना करें वार्षिक Q वार्षिक पानी की आवश्यकता मूल रूप से लोगों की संख्या और प्रति व्यक्ति जो वह प्रतिदिन कितना उपभोग करता है गुणा 365 दिन और पानी की इकाई पानी की वार्षिक लागत से ALCC की लागत देता है जो आपको रुपये प्रति m3 में देगा उसकी गणना करें फिर मेरे पास प्रदर्शन अनुभाग है जहां मैं विभिन्न मापदंडों को प्रदर्शित करता हूं इसलिए यदि आप उदाहरण 2 पर अमल करते हैं तो आपको उसके लिए ALCC गणना मिलेगी बोरवेल का मूल्य पूंजीगत लागत 60000 प्रतिस्थापन लागत हमने जो भी गणना की है वर्तमान मूल्य कारक अनुरक्षण लागत और जीवन चक्र की लागत फिर से हमने जो भी गणना की है वार्षिक लागत और फिर आप देखते हैं कि पानी की इकाई लागत 1089 रुपये प्रति m3 है इसलिए मैं यहां इसे आपके लिए फिर से छोड़ दूंगा ताकि आप प्रणाली के विभिन्न मूल्यों के साथ प्रयोग कर सकें यथार्थवादी संख्याएं डालें और इसे अपने पानी पंपिंग प्रणाली के लिए आज़माएं और इस स्क्रिप्ट फ़ाइल का उपयोग करके और इस स्क्रिप्ट फ़ाइल को संशोधित करके पानी की इकाई लागत की गणना करने का प्रयास करें मैं इस स्क्रिप्ट फ़ाइल को आपके साथ संसाधन अनुभाग में साझा करूँगा